नमस्ते और उत्तर आधुनिक साहित्य की इस व्याख्यानमाला में आपका स्वागत है हमने पिछले व्याख्यान में रविंद्र नाथ टैगोर और फ्रांत्स फानन के विचारों की चर्चा करते हुए व्याख्यान समाप्त किया हालांकि यह भी चर्चा व्याख्यान दिया कि की दुनिया के कुछ हिस्सों में बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक यूरोपीय शक्तियों द्वारा औपनिवेशिक राष्ट्र राज्य कैसे बने जिसका तात्पर्य यह है कि अफ्रीका जैसे स्थानों पर या उदाहरण के लिए भारतीय उपमहाद्वीप में स्वतंत्रता आंदोलनों ने स्वतः ही राष्ट्र राज्य का निर्माण किया लेकिन अब निष्कर्ष में मैंने सुझाव दिया था कि राष्ट्र और राष्ट्रवाद के टैगोर और फैनन की आलोचना भी हमें राष्ट्र राज्यों के वर्तमान राजनीतिक मानदंडों से परे देखने के लिए मजबूर करती है अब वास्तव में राष्ट्र राज्य दुनिया में लगभग एक राजनीतिक आदर्श के रूप में हैं लेकिन जैसा कि हमने देखा कि राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवाद के इस विचार के बहुत शक्तिशाली आलोचक हैं और टैगोर और फैशन जैसी आलोचक हमें राष्ट्र राज्य की श्रेणी से परे देखने के लिए मजबूर करते हैं आज हम होमी भाभा के कार्यों का अन्वेषण करेंगे और देखेंगे कि क्या हम राष्ट्र राज्य की श्रेणी से परे उत्तर आधुनिक मानव समुदाय को समझ सकते हैं इस अन्वेषण में हमारा प्रारंभिक बिंदु संकरता की अवधारणा होगी जो भाभा के काम में केंद्रीय भूमिका निभाता है और संकरता पर चर्चा करने के बाद हम भाभा की बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा की ओर बढ़ेंगे जो है अनुकरण और फिर अंत में हम राष्ट्र और राष्ट्रवाद के विचार पर पुनः चर्चा करेंगे लेकिन इससे पहले कि हम भाभा के लेखन पर चर्चा शुरू करें मैं आपको होमी भाभा का परिचय कुछ शब्दों में देना चाहूंगा भाभा का जन्म 1949 मुंबई के पारसी समुदाय में हुआ था स्नातकोत्तर के छात्र के रूप में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय जाने से पहले उन्होंने अपनी नाटक की उपाधि मुंबई विश्वविद्यालय से प्राप्त की वहां उन्होंने अपने स्नातकोत्तर के साथ डॉक्टरेट भी पूरा किया अपना शिक्षण का पेशा उन्होंने यूनाइटेड किंगडम से शुरू किया और फिर अमेरिका चले गए और अब वह हार्वर्ड विश्वविद्यालय में मानविकी में ऐनी एफ रोथेनबर्ग चेयर प्रोफेसर हैं भाभा को अक्सर उत्तर औपनिवेशिक अध्ययन में पवित्र त्रिनिटी की तरह माना जाता है जिसमें अन्य दो व्यक्ति एडवर्ड सईद और गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक हैं हमने अपने पिछले व्याख्यान में एडवर्ड सेड पर चर्चा की और आने वाले व्याख्यान में गायत्री स्पिवाक पर चर्चा करेंगे लेकिन बाबा भाभा पर पुनः चर्चा करते हैं उत्तर औपनिवेशिक सिद्धांत का उनका सबसे प्रभावशाली काम द लोकेशन ऑफ कल्चर नामक निबंधों का संग्रह है जो मूल रूप से 1994 में प्रकाशित हुआ था हालांकि भाभा ने आगे भी "द ब्लैक सर्वेंट एंड द डार्क प्रिंसेस" "ऑन ग्लोबल मेमोरी" "बियोंड फोटोग्राफी" " बियोंड फोटोग्राफी" जैसी कई अन्य रचनाएं लिखी उन्हें मुख्य रूप से द लोकेशन ऑफ कल्चर के लिए जाना जाता है और आज के व्याख्यान में हम भाभा की सैद्धांतिक स्थिति को समझने के लिए उनके इस विशेष निबंध संग्रह पर ध्यान केंद्रित करेंगे औपनिवेशिक विश्लेषण के हमारी पिछली चर्चा में हमने देखा कि किस प्रकार उपनिवेशवाद का निर्माण यूरोपीय लोगों द्वारा एक सभ्यता के मिशन के रूप में किया गया जिसमें पश्चिम की महानगरीय संस्कृति उपनिवेशवादी परिधि की "निम्न संस्कृति" के संपर्क में आती है यह बेहतर हीन वर्गीकरण दर्शाता है कि औपनिवेशिक संपर्क के बावजूद पश्चिमी उपनिवेश की संस्कृति और सभ्यता और पूर्व के उपनिवेश को दो अलग अलग संस्थाओं के रूप में माना जाता था शायद यह धारणा रुडयार्ड किपलिंग की कविता द बैलाड ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट कि उस प्रसिद्ध शुरुआती पंक्तियों में स्पष्ट रूप से समझाई गई है मैंने अपने पुरानी व्याख्यान में इस पंक्ति को उद्धृत किया था लेकिन अब मैं इसे फिर से उद्धृत करने जा रहा हूं पंक्ति कुछ इस प्रकार है " पूरब पूरब है और पश्चिम पश्चिम है जुड़वा होते हुए भी वे कभी नहीं मिलेंगे" और जैसा कि मैंने कहा यह पंक्ति शायद इस धारणा की सबसे अच्छी अभिव्यक्ति है कि औपनिवेशिक संपर्क के बावजूद पश्चिमी सभ्यता और पश्चिमी संस्कृति निश्चित रूप से पूर्व की संस्कृति और सभ्यता से अलग और श्रेष्ठ थी अब उपनिवेशवादी और उपनिवेश की अलग अलग सांस्कृतिक निबंधों की धारणा भी मध्यवर्गीय राष्ट्रवादी विचारधारा को दर्शाती है जिसका हम भारत के संदर्भ में पहले ही अध्ययन कर चुके हैं वास्तव में गिरावट और पुनर्प्राप्ति का नियमित चक्र जिससे आप सब अब तक परिचित हो गए होंगे जो रेखांकित करता है कि राष्ट्रवादी विचारधारा विशिष्ट और शुद्ध सांस्कृतिक पहचान की धारणा पर आधारित है जैसा कि हमने पहले देखा किसी के लिए शोक मनाना उदाहरण के लिए एम के गांधी इस से तात्पर्य है कि औपनिवेशिक प्रभाव के तहत भारत ने अपनी विशिष्ट संस्कृति को दी थी और उसके मूल निवासी उपनिवेश वादियों की संस्कृति की नकल करने में व्यस्त थे जो उनके लिए पूरी तरह से अनजान था चक्रीय प्रक्रिया में नीहित गांधीवादी राष्ट्रवादी विचारधारा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वापसी की धारणा और पुनर्प्राप्ति जैसा कि आप जानते हैं एक पूर्ववर्ती सभ्यता के सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति सम्मान प्रकट करता है जो सांस्कृतिक शुद्धता के युग का भी प्रतिनिधित्व करता है शुद्ध संस्कृति के इस विचार के खिलाफ जिसे अन्य विदेशी संस्कृति से अलग रखा जा सकता है और प्रतिष्ठित भी किया जा सकता है और जिसे वापस लाया जा सकता है इसके विरुद्ध भाभा ने सांस्कृतिक संकरता के विचार का प्रस्ताव रखा अब क्योंकि भाभा की संकरता की अवधारणा जटिल है और साथ ही यह उत्तर औपनिवेशिक अध्ययन के क्षेत्र में केंद्रित है हम इसके बारे में सावधानीपूर्वक उत्तरोत्तर अध्ययन करेंगे अब भाभा की सांस्कृतिक संकरता के सिद्धांत को समझने के लिए हमें यह समझने की आवश्यकता है कि भाभा संस्कृति एक स्थिर इकाई नहीं है उनके लिए यह एक ऐसा सार नहीं है जिसे समय और स्थान में तय किया जा सके इसकी विपरीत भाभा के लिए संस्कृति वह है जो निरंतर बहती रहती है ऐसी जिसकी गति स्थिर है यह कई असमान तत्वों का एक ऐसा मिश्रण है जिसमें नियमित रूप से कुछ तत्व जुड़ते जा रहे हैं और वे निरंतर हमारी सांस्कृतिक पहचान को बदल रहे हैं इसलिए बाबा के लिए उदाहरण के लिए कोई शुद्ध भारतीयता अफ्रीकीता या ब्रिटिशता नहीं है जिसे याद किया जा सके अध्ययन किया जा सके या जिसे वापस लौटाया जा सकता हो मेरा यहां तात्पर्य समझने के लिए आइए हम उदाहरण के लिए प्रसिद्ध यूरोपीय मानव विज्ञानी ब्रॉनिस्लाव मालिनोवस्की का विचार करें जिन्होंने बीसवीं शताब्दी की शुरुआत में पापुआ न्यू गिनी के द्वीपों में मूल निवासियों को समझने के लिए यात्रा की थी इन मूल निवासियों पर मालिनोवस्की का लेखन उन्हें एक अलग संस्कृति के स्वामी के रूप में दर्शाता है जो किसी भी विदेशी प्रभाव से प्रभावित रहे हैं और यदि हम पापुआन द्वीप वासियों के साथ बैठे मालिनोवस्की की इस तस्वीर को ध्यान से देखें तो उनकी आदिवासी संस्कृति के शुद्ध निर्विवाद स्वरूप और उन दोनों के बीच बैठे सफेद आदमी की पति से अलग होने वाले भेद पर विश्वास करना आसान है लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि भाभा इस बात का खंडन करेंगे कि विशुद्ध असंबंध संस्कृति की ऐसी धारणा मिथक है प्रत्येक संस्कृति में मिश्रितता की विशेषता होती है जिसे भाभा ने संकरता कहा लेकिन इन "दूरस्थ" पापुआन द्वीप वासियों की संस्कृति किसी भी प्रकार से दूषित कैसे हो सकती है खैर एक और आधुनिक दिन मानव विज्ञानी जेम्स क्लिफोर्ड ने अपने निबंध " ट्रैवलिंग कल्चर" में मालिनोवस्की के मुद्दे को उठाया और वह लिखते हैं कि मालिनोव्स्की द्वारा पपुआन संस्कृति का चित्रण एक शुद्ध स्थिर बिना सोचने समझने वाले लोगों का एक भ्रामक चित्रण है और इस तरह केशुद्ध संस्कृत संस्कृतियों के बारे में भ्रामक निर्माण ना केवल मालिनोवस्की द्वारा किया जाता है बल्कि लगभग सभी मानव विज्ञानी अपने क्षेत्र के बारे में लिखते समय पश्चिम से हटाए गए निवासियों पर अध्ययन करके उनके बारे में भी लिखते हैं और उदाहरण के लिए एक भ्रम बनाया जाता है जिसमें क्षेत्र के अलगाव पर जोर दिया जाता है जहां मानव विज्ञानी अध्ययन करने जाते हैं उदाहरण के लिए यह इस बात से तय होता है कि पश्चिमी मानव विज्ञानी उन दूरस्थ स्थानों की यात्रा कैसे करते हैं क्योंकि यात्रा का विस्तृत विवरण अलगाव और सांस्कृतिक असंतोष की धारणा को तुरंत नष्ट कर सकता है क्योंकि यह मानव विज्ञान क्षेत्र को महानगरीय केंद्र से जोड़ सकता है क्योंकि अंत में पश्चिमी मानवविज्ञानी जब स्वयं यात्रा कर रहे होंगे तो वास्तव में महानगरीय केंद्र को उन दूरस्थ स्थानों से जोड़ रहे होंगे जिन्हें पश्चिम से हटा दिया गया है दूसरे शब्दों में यदि मानव विज्ञानी अध्ययन के क्षेत्र में अपना रास्ता खोजने में कामयाब रहे तो अध्ययन का चित्र अन्य स्थानों से जुड़ा नहीं हो सकता और फल स्वरुप इसकी संस्कृति को ना तो प्रभावित किया जा सकता है और ना ही अन्य संस्कृतियों के साथ मिश्रित किया जा सकता है जो बहुत स्पष्ट है क्योंकि यदि कोई व्यक्ति किसी विशेष स्थान की यात्रा कर सकता है इसका तात्पर्य यह है कि यात्रा संभव है और क्षण की यात्रा भी संभव है और तब हम उस स्थान को एक अलग क्षेत्र के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसे क्षेत्र के रूप में देखते हैं जो अन्य स्थानों के साथ परस्पर ना केवल भौतिक रूप से बल्कि सांस्कृतिक अंतर्संबंध की दृष्टि से भी जुड़ा हुआ है तो सांस्कृतिक अलगाव और असंस्कृत सांस्कृतिक पवित्रता की धारणा यहां खत्म हो जाती यदि हम यह सोचते कि मानव विज्ञानी ने शारीरिक रूप से उन दूरस्थ स्थानों की यात्रा कैसे की जो उनके पैर हैं लेकिन सांस्कृतिक अलगाव और सांस्कृतिक शुद्धता भी खत्म हो जाती अगर हम यह याद रखें कि मनोविज्ञान विज्ञानी किसी ना किसी तरह से अपने अध्ययन के क्षेत्र के निवासियों के साथ लगातार संपर्क में रहता है जिसका अर्थ यह है कि निश्चित रूप से वहां किसी प्रकार का अनुवाद चल रहा है और अनुवाद की इस प्रक्रिया के माध्यम से मानव विज्ञानी मूल निवासियों की संस्कृति को समझते हैं जिसके बारे में वे लिखते हैं और मूलनिवासी भी उसी तरह से मानव विज्ञानी को समझते हैं इसलिए यदि कोई भी संस्कृति सबको अलग कर देती है तो इस तरह के अनुवाद और संचार की संभावना को खारिज कर देना चाहिए उन ग्राम लेकिन क्योंकि ऐसा अनुवाद वास्तव में उस क्षेत्र में हो रहा है इसलिए हम उस सांस्कृतिक परिदृश्य को पूर्ण रूप से अलग और शील नहीं कर सकते तो जैसा कि मालिनोव्स्की का मामला बताता है कोई भी संस्कृति किसी भी प्रकार की शुद्धता या बिना किसी सार को बनाए रखने के लिए अलग थलग नहीं है बल्कि समय के साथ स्थिर बनी रहती है स्थैतिक संस्कृति की इस विचार का भाभा ने सुझाव दिया कि संस्कृति एक अपरिवर्तनीय सार की विशेषता के बजाए निष्कासित प्रक्रिया के रूप में हैं और यही परिवर्तन की विशेषता है और प्रवाह की विशेषता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे मिश्रितता या परस्परता की भावना से रेखांकित किया जा सकता है जिसे भाभा संकरता कहते हैं तो सांस्कृतिक संकरता की यह धारणा उत्तर औपनिवेशिक स्थिति कि हमारी समझ को कैसे प्रभावित करती है उदाहरण के लिए भारत के ब्रिटिश औपनिवेशिक विभाजन पर विचार करें जैसा कि भाभा सुझाव देते हैं कि संस्कृति परिवर्तन प्रवाह और संकरता की विशेषता वाली गतिशील प्रक्रियाएं हैं तब ब्रिटिश उपनिवेशक की दोहरी श्रेष्ठ संस्कृति और अधीनस्थ भारतीयों की निम्नतम संस्कृतियों तुरंत बिखर जाती हैं श्रेष्ठ ब्रिटिश या निम्नतम भारतीय संस्कृति के बारे में बात करने का मतलब होगा भौतिक अपरिवर्तनीय सांस्कृतिक निबंधों के बारे में बात करना लेकिन जैसा कि हमने सांस्कृतिक संकरता कि हमारी चर्चा में देखा संस्कृति ऐसे निश्चित निबंधों के बारे में नहीं है बल्कि वह कभी बदलने वाली और कभी परिवर्तन होने वाली प्रक्रियाओं के बारे में है हालांकि औपनिवेशिक विचारधारा इसे स्वीकार नहीं करती है क्योंकि एक श्रेष्ठ और उच्चतम ब्रिटिश की धारणा उसके सभ्यता मिशन के रूप में उपनिवेशवाद के औचित्य के मूल में है जिस क्षण यह इंगित किया जाता है कि ब्रिटिश संस्कृति का कोई निहित सार नहीं है उसी पर सभ्यता मिशन का भ्रम दूर हो जाता है और उपनिवेशवाद ठीक वैसे ही प्रतीत होता है जैसे कि क्रूर बल के माध्यम से लोगों की भूमि और संसाधनों का शोषण हो औचित्य सांस्कृतिकऔचित्य टूट जाता है यदि हम यह बताते हैं कि ब्रिटिश या भारतीयता की कोई अंतर्निहित धारणा नहीं है इसलिए निश्चित रूप से श्रेष्ठ संस्कृति और निम्न संस्कृति में कोई अंतर्निहित धारणा नहीं हो सकती है वास्तव में यह ध्यान देना दिलचस्प है कि उपनिवेश वादियों ने अपनी सांस्कृतिक पहचान की श्रेष्ठता के रूप में जो अनुमान लगाया था उसमें जो श्रेष्ठता शामिल थी जो उनकी सफेद त्वचा के रंग के लिए 19वीं शताब्दी के पहले दशकों के दौरान ही धीरे धीरे उभरकर सामने आई थी वास्तव में 18 वीं शताब्दी के दौरान उदाहरण के लिए यूरोपीय उपनिवेशवादियों में सांस्कृतिक पहचान की भावना अधिक प्रवाहित थी और भारत के उनके दृष्टिकोण को श्रेष्ठ ब्रिटिशता या निम्न भारतीय के दोहरे मानदंडों में चिन्हित नहीं किया गया था उदाहरण के लिए जैसा कि आशीष नंदी अपनी पुस्तक द इंटिमेट एनीमी में बताते हैं 1830 से पहले लगभग 1830 के दशक में हम भारत के अधिकांश ब्रिटिश उपनिवेशवादियों को अन्य भारतीय निवासियों की तरह ही जीवन व्यतीत करते हुए देखते थे और अक्सर भारतीय लड़कियों से शादी करते और यहां तक की भारतीय देवी देवताओं की पूजा भी करते थे इसलिए जैसा कि आप देख सकते हैं ब्रिटिश उपनिवेशवादी अपने साथ ब्रिटिश श्रेष्ठता का कोई पहले से तैयार विचार नहीं लाए थे और ना ही ब्रिटिशता का दिखावा करते थे एक ट्रैफिक संस्कृति का ऐसा भ्रम बाद में विकसित हुआ जिसने उपनिवेशवाद में शामिल भौतिक शोषण को औचित्य प्रदान किया नतीजतन एक सिर्फ भारतीयता का विचार जो उपनिवेश की ब्रिटिशता से निम्न था और स्वयं भी इसी औपनिवेशिक प्रक्रिया के निर्माण का हिस्सा भी था अब यहां मैं आपको भाभा की एक अन्य महत्वपूर्ण अवधारणा से परिचित कराना चाहूंगा जो है अनुकरण की अवधारणा अब भाभा के अनुसार सांस्कृतिक प्रवाह और संकरता को स्थिर करने का प्रयास जो उपनिवेश और उपनिवेशीओ के बीच के संबंध को चित्रित करता है और उसे एक श्रेष्ठ ब्रिटिशता और एक हीन भारतीयता के संदर्भ में संरचना करते हुए दिलचस्प स्थिति पैदा करता है जैसा कि मैंने कहा एक श्रेष्ठ ब्रिटिश या पश्चिमी संस्कृति कि इस विचार का निर्माण उपनिवेशवाद को एक सभ्यता मिशन के रूप में परिभाषित करने में महत्वपूर्ण था इस सभ्यता मिशन को सांस्कृतिक रूप से अधीनस्थ मूल निवासियों को शिक्षित करने के पीछे तार्किक विचार यह था कि वे भी उपनिवेशवादियों के समान सभ्यता के के स्तर को प्राप्त कर सकें इसलिए औचित्य उपनिवेशवाद के साथ सभ्यता के मिशन को दोहराने के लिए तर्क को रेखांकित किया गया था क्योंकि ब्रिटिश उपनिवेशवाद के अधीन भारतीय अब ब्रिटिश उपनिवेशवादियों की श्रेष्ठ संस्कृति के संपर्क में थे और अंततः उन्हीं से सीखेंगे और सभ्यता की श्रेष्ठता के उसी स्तर तक ऊंचे हो जाएंगे इसलिए दूसरे शब्दों में सभ्यता मिशन उपनिवेश को अधिक से अधिक उपनिवेश बनाने वाले के बारे में था और यह परियोजना 1835 में स्पष्ट रूप से शुरू हुई जब मैकॉले ने लिखा " मैंने पहले ही अपने एक व्याख्यान में इस बात का विवरण दिया था और यहां मैं मैकॉले इस विवरण में कहना चाहते हैं कि औपनिवेशिक सरकार को भारत में अंग्रेजी शिक्षा पर अधिक खर्च करना चाहिए " एक ऐसे लोगों का वर्ग बनाए जो रक्त और रंग में भारतीय हो लेकिन बाद विच विचारों नैतिकता और बुद्धि में अंग्रेज हो " अब औपनिवेशिक लोगों की एक श्रेणी बनाने का प्रयास जो पूरी तरह से उपनिवेश वादियों की तरह हो इस प्रयास के साथ समस्या यह है कि यदि परियोजना कभी सफल होती है तो यह बेहतर उपनिवेशवादी और निम्न उपनिवेश के बीच की सांस्कृतिक दूरी को मिटा देगा और इस तरह पूरी औपनिवेशिक प्रक्रिया को और संपूर्ण औपनिवेशिक शासन को कमजोर बना देगा इसलिए यदि उपनिदेशक उपार्जित भारतीय कभी अंग्रेजों की तरह बन जाते हैं तो सांस्कृतिक विभिन्नता की कोई अवधारणा ही नहीं होगी उपनिवेशवादी और उपनिवेश को अलग करने वाली सांस्कृतिक विभिन्नता इस तर्क को नष्ट कर देगी कि भारत के लोगों को सभ्य बनाने के लिए उपनिवेशवाद की आवश्यकता है इसलिए भाभा के अनुसार हालांकि उपनिवेशवादी चाहता है कि उपनिवेश वासी उसका अनुकरण करें और उसका अनुकरण करने के लिए वह यह उम्मीद कभी नहीं करता कि उसका अनुगमन किया जाए इसलिए औपनिवेशिक परिधि का अनुकरण करने वाले लोग अपने उपनिवेश दृष्टिकोण से जो लोग हमेशा "ना संपूर्ण ना सफेद" बने रहते हैं और भाभा के अनुसार "ना संपूर्ण ना सफेद" और वे ब्रिटिश की तरह होते हुए भी कभी ब्रिटिश नहीं बन सकते और कभी ब्रिटिश की तरह नहीं बनना यह तथ्य एक महान उपनिवेशवादी और एक निम्न उपनिवेश के बीच ग्रहण किए गए सांस्कृतिक अंतर को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण चेतावनी है क्योंकि यदि यह अंतर पूरी तरह से खत्म हो जाता तो निश्चित रूप से सभ्यता मिशन का औचित्य भी उसी बिंदु पर समाप्त हो जाता लेकिन भाभा इंगित करते हैं कि यह मानवता का निम्न विचार है निश्चित रूप से उपनिवेशवादी हम भारतीयों को निम्न इंसान समझते हैं लेकिन यह निम्न इंसान का विचार श्रेष्ठ उपनिवेशक का अनुकरण करता है और इस बेहतर उपनिवेशवादी संस्कृति के अधिनियम को एक उपहास में बदल देता है और इस परिहास को समझने के लिए उस स्थिति की कल्पना करें जब कोई इशारा या मसखरा एक सुशील सज्जन के शिष्टाचार का अनुकरण करता है और फिर उसे अतिरंजित और हास्य पूर्ण तरीके से दोहराता है तो यह अनुकरण है नकल है लेकिन यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे जिस व्यक्ति द्वारा अनुकरण किया जा रहा है वह वंचित और स्वीकृत हो सकता है क्योंकि यह उस व्यक्ति का उपहास भी है इसलिए उपनिवेशवाद को इस तरह से अनुकरण के माध्यम से कम करना और श्रेष्ठ सभ्यता को पुनरावृति से श्रेष्ठ बनाना इसी प्रक्रिया को भाभा ने अनुकरण के खतरे के रूप में संदर्भित किया है लेकिन चलिए हम फिर से सांस्कृतिक संकरता की धारणा पर लौटते हैं और देखते हैं कि यह राष्ट्र राज्य की अवधारणा को कैसे प्रभावित करता है अब मुझे लगता है कि यह आपको स्पष्ट हो चुका हो चुका है कि संस्कृति की धारणा एक परिवर्तनशील और गतिशील प्रक्रिया है जो संकरता के विभिन्न तत्वों द्वारा जानी जाती है और मूल रूप से राष्ट्रवाद के विचार और राष्ट्र राज्य के सामाजिक राजनीतिक निर्माण के लिए अनिवार्य है क्यों क्योंकि राष्ट्र के विचार को अंततः एक सांस्कृतिक सार द्वारा परिभाषित किया गया है जो उन लोगों के लिए अद्वितीय है जो इसकी राजनीतिक सीमाओं के भीतर के निवासी थे और जो युगों तक अपरिवर्तित रहे और भविष्य में भी बने रहेंगे तो इस राष्ट्रवादी तर्क के साथ हम भारतीयों को क्या बनाते हैं क्या हमारी भारतीयता एक अपरिवर्तनीय सांस्कृतिक सार है जिसे हम भारत की राजनीतिक सीमा के भीतर रहने वाले सभी लोगों के साथ साझा करते हैं और हम हमेशा अतीत के गौरवशाली दिनों से अपरिवर्तित रहे हैं यही हमें हमारे पूर्वजों से मिला है जिसे हम आने वाली पीढ़ियों के लिए परिवर्तित किए बिना आगे बढ़ाते रहेंगे इसलिए भारतीयता की यह धारणा हम दोनों को वर्तमान में रहने वाले सभी लोगों के साथ और पिछली पीढ़ियों के साथ और आने वाली पीढ़ियों को जो इस राजनीतिक रूप से परिभाषित क्षेत्र में रहने वाली है राष्ट्र के विचार के केंद्र में हैं लेकिन अब इसलिए राष्ट्र के साथ हम फिर से फिर सांस्कृतिक निबंधों के समस्या ग्रस्त विचार पर वापस आ रहे हैं लेकिन क्योंकि हमने इस समस्या से बड़े पैमाने पर निपटा है जो स्थैतिक सांस्कृतिक निबंधों की इस धारणा को रेखांकित करती है मैं उस बारे में और बात नहीं करूंगा लेकिन आपने भाभा की संस्कृति के बारे में पढ़ा इसलिए आप राष्ट्र राज्य के विचार से अप्राप्य है लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि हम सांस्कृतिक विचारों के बिना और सांस्कृतिक तंग करता के दृष्टिकोण से सोचें तो हम राष्ट्र राज्य के अलावा इस तरह के सामाजिक संगठन की कल्पना कर सकते हैं वैसे इसका जवाब शायद सलमान रुश्दी ने इमैजिनरी होमलैंड्स नामक अपने प्रसिद्ध निबंध में दिया है जहां वह हमें स्वयं को किसी विशेष राष्ट्रीय संस्कृति में नहीं बल्कि विस्थापित प्राणियों के रूप में देखने की अपील करते हैं जो निर्वासन का जीवन जी रहे हैं हमारे आसपास की दुनिया में मनुष्य की बढ़ती संख्या को विस्थापित होते हुए देखा जा रहा है मानव विभिन्न कारणों से जैसे युद्ध के कारण प्राकृतिक आपदाओं के कारण राजनैतिक उत्पीड़न के कारण आर्थिक आकांक्षाओं आदि के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है और इसलिए निर्वासन में रहने की स्थिति धीरे धीरे आम होती जा रही है लेकिन रुश्दी के अनुसार भले ही हम शारीरिक रूप से विस्थापित ना हो हम सभी उस शानदार राष्ट्रीय अतीत से समय पर विस्थापित हो जाते हैं जहां हम वापस जाना चाहते हैं इसलिए रिश्ते के लिए हम में से प्रत्येक हम सभी निर्वासित हैं हम सभी विस्थापित हैं यदि स्थानिक रूप से नहीं तो कम से कम अस्थाई रूप से और प्रतीक मामलों में शारीरिक और अस्थाई दोनों रूपों में तो इस तरह की सोच समस्या यह है कि यह हमें हमारी और राष्ट्रीय पहचानो से रूबरू कराती है जो हमें बचपन से ही सिखाए जाते हैं लेकिन रुश्दी का तर्क है कि वहां एक समृद्ध मुआवजा है और यह मुआवजा इस तथ्य में निहित है कि हम हम सब निर्वासन के रूप में विस्थापित मनुष्यों के रूप में दुनिया की सभी संस्कृतियों के लिए एक उत्तराधिकारी बन जाते हैं और संपूर्ण दुनिया के असमान तत्वों को मिलाकर अपनी सांस्कृतिक पहचान बना सकते हैं हमारी संस्कृति पहचान तब परिवर्तन की एक गतिशील प्रक्रिया बन जाती है और हमें राष्ट्रीय पहचान की स्थिति को प्रस्तुत करने के लिए अधिक से अधिक मौके देती है इसलिए भाभा की सांस्कृतिक संकरता की धारणा के साथ धीरे धीरे राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्यों से महानगरीयता के विचार की ओर बढ़ते हैं और हम इस पर अपने अगले व्याख्यान में डेरेक वॉलकॉट की कविता का अध्ययन करते हुए विस्तार से चर्चा करेंगे धन्यवाद